हैलो और मैकेनोलॉजी के लिए आज के एनपीटीईएल व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली कक्षा में हम सेल माइग्रेशन और ड्राइविंग सेल माइग्रेशन में एक्टिन डायनेमिक्स की भूमिका के बारे में चर्चा करना शुरू किया था इसलिए यदि मैं एक कोशिका को माइग्रेट करने के लिए व्यक्तिगत कदम उठाना चाहता हूं तो हम जिस प्रकार के प्रवास की बात कर रहे हैं उसे आसंजन निर्भरया मेसेंचिमल माइग्रेशन mesenchymal migration कहा जाता है और फाइब्रोब्लास्ट एपिथेलियल कोशिकाओं जैसी कोशिकाएं इन सभी प्रकार की कोशिकाएं मेसेंकिमल माइग्रेशन प्रदर्शित करती हैं तो सेल माइग्रेशन के कदम क्या हैं यह हमेशा शुरू होता हैआप के पास यदि सब्सट्रेट पर आराम सेल है और हमें कहना है कि ये मेरे आसंजन हैं और अगर मैं सेल की स्थिति को खींचता हूं यह अग्रणी बढ़त के फलाव के साथ शुरू होता है तो आपके पास क्या है जोकि अग्रणी धार का हल्का फलाव है तो आसंजन यहाँ था दूसरा यह फलाव स्थिर है तो फलाव का स्थिरीकरण फोकल आसंजनों के गठन से है आपके पास एक नया फोकल आसंजन होगा जो मैंने लाल रंग का उपयोग करके बनाया है तो यह एक नया आसंजन है जो इस फलाव को स्थिर करता है तीसरे चरण के रूप में आपके पास स्थानान्तरण है जहां सेल को आगे की ओर खींचा जाता है और अंतिम चरण पीछे के किनारे या कोशिका के अंतिम भाग का पीछे हटना या डी आसंजन है तो इस मामले में इस वापसी में पीछे के आसंजन टूट जाते हैं तो हम जिस चीज में रुचि रखते थे और इस बात को समझ रहे थे कि मेसेंचिमल माइग्रेशन के दौरान प्रोटीन गतिशीलता की कल्पना कैसे कर सकते हैं या विशेष रूप से मेसेंचिमल माइग्रेशन के दौरान विशेष रूप से ऐक्टिन गतिशीलता की कल्पना कर सकते हैं इस संबंध में मैंने फ्लोरेसेंस स्पेक्ल माइक्रोस्कोपी नामक इस तकनीक को पेश किया यह विचार है कि यदि आपके पास एक फिलामेंट है जहां ये नीला रंग फ्लोरोसेंट स्पेकल्स से मेल खाता है इन धब्बे की स्थिति और इन धब्बे की तीव्रता को ट्रैक करके आप प्रवाह और टर्न ओवर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं टर्न ओवर से मेरा मतलब है या तो बहुलीकरण या डी बहुलीकरण इसलिए आमतौर पर फ्लोरोसेंट स्पेकल माइक्रोस्कोपी के लिए आदेश 1 से 2 प्रतिशत मोनोमर फ्लोरोसेंट रूप से लेबल किए जाते हैं इसलिए यदि आपके पास तनाव फाइबर है जहां आप फ्लोरेसेंस स्पेकल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके इमेजिंग कर रहे हैं तो बरकरार फाइबर के बजाय आप इन बिंदुओं को देखेंगे जो मोटे तौर पर गठबंधन की तरह हैं तो आप जानते हैं कि ये तनाव फाइबर के कुछ हिस्सों से हैं इसी तरह यदि आपके पास आसंजन है तो आपके पास ये बिंदु हो सकते हैं जो उन आसंजनों पर संरेखित होते हैं इस तरह आप फ्लोरेसेंस स्पेकल माइक्रोस्कोपी का उपयोग करके तनाव फाइबर पर आसंजन या ऐक्टिन की गतिशीलता को ट्रैक कर सकते हैं इसलिए इस तकनीक का उपयोग करके क्लेयर वाटरमैन स्टोरर और गौडेन्ज़ डैनयूजरने कोशिकाओं को माइग्रेट करने में अभिनय गतिशीलता की भूमिका की जांच की इसलिए FSM का उपयोग करते हुए लेखकों ने कोशिकाओं को माइग्रेट करने में ऐक्टिन गतिशीलता की परीक्षण किया तो उन्होंने पाया दो चीजें हैं जिनके बारे में मैंने पिछली कक्षा में चर्चा की थी यदि यह एक अग्रणी बढ़त है आपके पास दो ज़ोन होंगे और इसलिए मैंने जो ड्रॉ किया है वह हरे डॉट्स हैं जो स्पेकल हैं तो यह प्रवास की दिशा है तो उन्होंने पाया वहां धब्बे की दो आबादी मौजूद हैं ये सभी धब्बे प्रतिगामी प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं प्रतिगामी प्रवाह क्यों चूँकि स्पेकल मूवमेंट दिशा गति या सेल प्रवास की दिशा के विपरीत है लेकिन आपके पास दो ज़ोन हैं ताकि आप इस पूरी चीज़ को दो अलग अलग क्षेत्रों में अलग कर सकें तो आपके पास एक ज़ोन है जिसमें धब्बों में तेजी से प्रतिगामी प्रवाह दिखाई देता है दूसरा वह है जहाँ धीरे धीरे चलता है इसलिए यहां प्रतिगामी प्रवाह तेज है और यहां यह धीमा है इतना ही नहीं आपके पास दो क्षेत्र हैं लेकिन पहले क्षेत्र में जहां धब्बे तेजी से बढ़ते हैं आपके पास धब्बे की दो आबादी होती है हरा एक धब्बे से मेल खाती है जहां पोलीमराइज़ेशन मनाया जाता है और लाल वाले डी पोलीमराइज़ेशन को दर्शाते हैं तो संक्षेप में पहले क्षेत्र में उच्च पोलीमराइजेशन और उच्च डी पोलीमराइजेशन और प्लस प्रतिगामी प्रवाह है दूसरे में आपके पास धीमे प्रवाह का क्षेत्र है और पंक्चुएट टर्नओवर पैटर्न है तो इस क्षेत्र को पहला क्षेत्र कहा जाता है इसलिए इस क्षेत्र को लैमेलिपोडिया कहा जाता है और इस क्षेत्र को लैमेलम या लैमेला कहा जाता है इसलिए मैंने जो चर्चा की वह यह थी कि ये दो क्षेत्र आणविक रूप से अलग हैं तो में मुझे इस बड़े" L" और इस छोटे I कहते हैं तो बड़े L में आपके पास Arp 23 और कोफिलिन जैसे एक्टिन डीपॊलीराइजिंग प्रोटीन हैं और छोटे l दूसरे ज़ोन में मायोसिन II और ट्रोपोमायोसिन स्थानीय हैं तो ये क्षेत्र आणविक रूप से अलग हैं और प्रतिगामी प्रवाह के साथ साथ पोलीमराइजेशन डेपोलाइराइजेशन की गतिशीलता अलग है तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या यह दोनों क्षेत्र भौतिक रूप से अलग हैं या बस धब्बों के व्यवहार में एक क्रमिक अंतर के रूप में इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए लेखकों ने क्या किया कि वे सेल के किनारे और किनारे के प्रत्येक बिंदु पर ले गए आइए हम ए से बी तक की यात्रा करें और इसके साथ ही आप सामान्य को किनारे तक ले जाएं इसलिए मैंने जो खींचा है वह दिशाएं हैं जो अग्रणी किनारे के लिए सामान्य हैं और हम पूछते हैं कि इन पंक्तियों के साथ पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन कैसे भिन्न होते हैं तो हम कहते हैं कि यह लाइन 1 है इसलिए यह लाइन 2 और आगे हो सकता है इसलिए इन पंक्तियों के साथ विभिन्न बिंदुओं पर धब्बे की तीव्रता को ट्रैक करके आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि उस लंबाई के साथ समग्र पॉलीमराइजेशन लंबाई और पॉलीमराइजेशन दर क्या है इसलिए लेखकों ने जो पाया वह इस प्रकार है यदि मैं पोलीमराइजेशन दर का चित्र करना चाहता हूं तो मैंने यह देखा कि यह बिंदु अग्रणी किनारे से मेल खाता है इसलिए मैं इस बिंदु सेअंदर की ओर जा रहा हूं या इस बिंदु से मैं अंदर की ओर ट्रैकिंग कर रहा हूं तो उन्होंने जो पाया वह पॉलिमराइजेशन पीक था इसलिए अगर मैं इसका चित्र बना हूं तो यह इस लाइन के साथ पॉलीमराइजेशन दर है इसी प्रकार मैं केवल शिखर की इस स्थिति और इस स्थिति को इंगित करता हूं यह डीपॉलीमराइजेशन दर है क्योंकि मैं डीपॉलिमराइजेशन दर को प्लॉट कर रहा हूं आपको डीपॉलिमराइजेशन दर भी दिखाई देगी इसलिए मैं इसे नकारात्मक दिशा में प्लॉट कर रहा हूंऔर यह एक चोटी को प्रदर्शित करता है जो थोड़ा दूर है और इस चोटी गिरता है और आपके पास यह रेखा है इसलिए यह डीपॉलीमराइजेशन का प्रतीक है तो यहां चोटी है और यह यह चोटी की स्थिति है चोटी को दाहिने ऒर स्थानांतरित किया गया है इसलिए अगर मैं इन दो संकेतों को मिलाता हूं तो मैं नेट असेंबली दर प्लॉट कर सकता हूं तो यह मेरी नेट असेंबली दर है तो पोलीमराइजेशन प्लस डेपोलाइराइजेशन दो संकेतों का योग मुझे नेट असेंबली दर देगा तो जो आपको मिल रहा है वह यहां एक शिखर है यह सकारात्मक शिखर है हम कहें कि यह 0 है पॉजिटिव पीक नेट पॉलीमराइजेशन का महत्वपूर्ण है उसके बाद नेगेटिव पीक जो मूल रूप से डीपॉलीमराइजेशन का पीक है और एक मामूली पीक है तो लेखकों को क्या एहसास हुआ यह पूरा क्षेत्र जहाँ आपके पास पॉलिमराइजेशन पीक है उसके बाद डिपॉलीमराइजेशन रेट है वह क्षेत्र वह भी है जहाँ पर स्पीकल्स तेजी से घूम रहे हैं तो यह सुझाव देता है कि अब यदि आप इस वक्र को देखते हैं तो यह एक sig वक्र जैसा दिखता है हमारे पास सकारात्मकहै और आपके पास यहां लगभग सममित नकारात्मक बी है इसलिए यदि आप इन दो घटों के क्षेत्र को लेते हैं और उन्हें एक साथ जोड़ते हैं तो आपको 0 मिलेगा यह सुझाव देते हुए कि अग्रणी किनारे पर पोलीमराइजेशन के लिए आवश्यक सामग्री को फिलामेंट्स के डीकोलाइराइजेशन द्वारा थोड़ा पीछे की ओर प्रदान किया जाता है तो मोनोमर्स प्रदान करना है इस depolymerization होने के लिए पोलीमराइजेशन के लिए मोनोमर्स प्रदान करता है तो आपके पास एक पॉलिमराइजेशन इवेंट है जिसके बाद डेपोलाइराइजेशन इवेंट है इसलिए यह सुझाव देते हुए कि यह इस संभावना को बढ़ाता है कि ये दो नेटवर्क हैं इसलिए मेरे पास लैमेलिपोडिया और लैमेला भौतिक रूप से अलग हैं तो जिसका अर्थ है जब आप कहते हैं कि लैमेलिपोडिया और लैमेला भौतिक रूप से अलग हैं इसलिए अगर मैं इस लाइन को यहाँ खींचता हूँ तो हमें यह मानने दें कि यह लैमेलिपोडिया लैमेला इंटरफ़ेस है तो इसका क्या अर्थ है यदि ये दोनों नेटवर्क भौतिक रूप से भिन्न हैं जिसका अर्थ है कि इस पहली परत के भीतर या लैमेलिपोडिया के भीतर बहुलकीकरण के लिए आवश्यक मोनोमर्स लैमेलिपोडिया के भीतर उस डीपोलाइराइजेशन ज़ोन में फिलामेंट्स के डीकोलाइराइज़ेशन से आ रहे हैं तो लैमेला से लैमेलिपोडिया तक कोई मोनोमर परिवहन नहीं है इसलिए उन्होंने यह भी जाँचने के लिए कि क्या यह सच है कि उन्होंने धब्बों के औसत जीवनकाल पर नज़र रखी और वे क्या पाया कि वहां धब्बे के दो वर्गों तेजी से चलती और कम रहने वाले हैं इसलिए ये वे धब्बे हैं जो लैमेलिपोडिया में मौजूद थे और यह समझ में आता है क्योंकि कम रहने का मतलब होगा कि कारोबार की दर अधिक है इसलिए प्रदान किए जाने वाले मोनोमर को बहुलीकरण के लिए अग्रणी किनारे पर जोड़ा जा सकता है और दूसरा वर्ग धीमा चल रहा है और लंबे समय तक चलने वाला है इसलिए ये लामेला में मौजूद थे तो अगला सवाल यह उठता है कि योगदान क्या है जो प्रतिगामी प्रवाह में योगदान देता है तो आप पहले से जानते हैं कि मायोसिन II लैमेला में समृद्ध था और मायोसिन II क्या है यह एक्टिन तंतु पर तनाव तंतुओं को खींचता है तो यह संकुचन संकुचन बल उत्पन्न करता है यदि कोशिका को सब्सट्रेट में लंगर डाला जाता है तो उन्होंने यह प्रयोग किया जिसमें प्रमुख किनारे पर उन्होंने ब्लेबिस्टैटिन के साथ कोशिकाओं का इलाज किया और यह एक दवा है जो मायोसिन II गतिविधि को रोकता है तो यह मायोसिन II गतिविधि को रोकता है और उन्हें मिला कि छिड़काव प्रयोगों को करके उन्होंने यह किया हम कहते हैं कि यह मेरी अग्रणी बढ़त है और आपके पास प्रतिगामी प्रवाह है तो आपके पास यहां तेजी से प्रतिगामी प्रवाह था इसके बाद धीमा और यह तेज है यह धीमा प्रतिगामी प्रवाह है तो यह ब्लब के बिना है जब आप ब्लॉब जोड़ते हैं तो ये कण प्रतिगामी प्रवाह को बनाए रखते हैं लेकिन आंतरिक रूप से ये सभी कण के प्रतिगामी प्रवाह समाप्त हो जाते हैं तो आपके पास प्रतिगामी प्रवाह और प्रवाह लगभग समाप्त हो गया है तो यह साबित होता है कि जब आप ब्लोगबिस्टैटिन की उपस्थिति में प्रतिगामी प्रवाह को समाप्त कर देते हैं जो मायोसिन II गतिविधि को रोकता है तो यह पता चलता है कि लैमेलर क्षेत्र में प्रतिगामी प्रवाह को एक्टिन फिलामेंट्स के साथ खींचने के लिए मायोसिन को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो फिलामेंट्स को पीछे की ओर खींचा जाता है जो ब्लूबिस्टिन जोड़ने पर प्रतिगामी प्रवाह के नुकसान में योगदान देता है तो फिर अग्रणी किनारे पर प्रतिगामी प्रवाह में क्या योगदान देता है इसलिए इस सवाल को पूछने के लिए कि अग्रणी किनारे पर प्रतिगामी प्रवाह में क्या योगदान देता है इसलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए कि लेखकों ने यह किया कि उन्हें साइटोक्लासिन डीके साथ कोशिकाओं का इलाज किया गया था यह दवा एक्टिन पोलीमराइजेशन को रोकती है तो अगर यह मेरी अग्रणी बढ़त थी तो हम कहें यदि यह मेरी सेल का प्रमुख किनारा है तो लेखकों ने इसे तोड़ दिया इसलिए सेल के अग्रणी किनारे को discretized करके उन्हें छोटे खंडों में विभाजित कर दिया गया यह प्रत्येक एक छोटा खंड है हम कहें कि यह मेरा खंड एक है और यह मेरा खंड 40 है और इनमें से प्रत्येक खंड के लिए यह मेरा समय अक्ष है किनारे पर है तो यह स्थिति 1 और स्थिति 40 है किनारे के साथ आप टर्न ओवर और किनारे विस्थापन को ट्रैक कर सकते हैं आपके प्रत्येक समय जोआपके पास है प्रत्येक बार जब आप इन मूल्यों को प्लॉट करते हैं तो आप एक रंगीन मानचित्र बनाते हैं इसलिए आप प्लॉट को पलट देते हैं आप एज विस्थापन की साजिश करते हैं और आप नेटवर्क प्रवाह को करते हैं तो आइए हम देखें कि यह सामान्य कार्यों के तहत कैसा दिखता है जब एक सेल प्रवास कर रहा होता है तो यदि आपके पास एक सेल है जो इस दिशा में पलायन कर रहा है तो आपके पास तीन चीजें होंगी जो हम बताएंगे इसलिए मैं इस ग्राफ में यहां क्या करूंगा हमें यह कहना चाहिए कि यह एक मोड़ है तो परफ्यूजन से पहले या दवा के बिना आप जो देखेंगे वह यह है कि आपके पास क्या होगा हमें कहना चाहिए तो हमारे पिछले रंग के अनुसार यह हरा लगता है और इन अंय क्षेत्रों हमें कहना है कि लाल हैं तो यह अलग समय है इस प्रकार इसकी व्याख्या करने का तरीका इस बिंदु पर है आइए हम आपको कुछ बिंदु से शुरू करते हैं शून्य को शून्य बिंदु कहेंगे लाल होता है डीपोलाइराइज़ेशन इसलिए लाल होता है तो हरे रंग का पोलीमराइजेशन है और लाल रंग डीपोलाइराइज़ेशन है तो टर्नओवर कहता है कि किनारे के साथ कुछ बिंदु हैं जहां पोलीमराइजेशन हो रहा है शेष बिंदुओं में कुछ बिंदु हैं जहां डीपोलाइराइजेशन हो रहा है इसलिए अगर मैं किनारे विस्थापन की साजिश करना चाहता हूं तो हमें यह कहना चाहिए कि यह मेरी स्थिति का विस्थापन है जहां मुझे पहले से पॉलिमराइजेशन था और मैं देख रहा हूं कि नीला बिंदु फिर से और आगे भी लाल हो गया है तो इस रंग योजना में इस मामले में नीला नकारात्मक लाल सकारात्मक और अधिकतम है तो सकारात्मक मतलब है तो सेल बाहर की ओर पलायन कर रहा है इसलिए जहां पोलीमराइजेशन हुआ है वहां से किनारे निकल गए हैं जो मेरी सकारात्मक दिशा है बचे हुए बिंदु हमें यह बताएं कि जहां डीपोलाइराइजेशन हुआ है सेल का स्थानीय स्तर पर सेल पिछड़ा हुआ है इसलिए यह वही है जो आप देखते हैं नेटवर्क प्रवाह के संदर्भ में क्योंकि यह प्रतिगामी प्रवाह है जो आपके पूरे नीले रंग में होगा लेकिन यहां गहरा नीला है और फिर यहां हल्के नीले रंग के शेड्स तो यह मेरा प्रतिगामी प्रवाह है यह प्रवाह है तो एक पोलीमराइजेशन ईवेंट को किनारे विस्थापन के साथ और प्रतिगामी प्रवाह के साथ सहसंबद्ध किया जाता है इसलिए आपके पास निम्नलिखित बात है बहुलीकरण जिससे किनारे विस्थापन होता है और यह प्रतिगामी प्रवाह का कारण बनता है इसलिए मैं आज के लिए यहाँ रुकता हूँ और हम अगले व्याख्यान में यहाँ से जारी रखेंगे ध्यान देने के लिए धन्यवाद